वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन के मॉड्यूल 27 में आपका स्वागत है मॉड्यूल 26 से जो कि अंतिम मॉड्यूल है हमने कक्षा के आरेखों के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है और इसमें हमने एक वर्ग अमूर्त वर्ग और गुणों और कार्यों के लिए संकेतन को पेश किया है और हमने विभिन्न भिन्नताओं को देखा है जो संभव है इस मॉड्यूल और अगले में हम वर्ग आरेख में संबंधों के प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए हम विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे और चूँकि इसमें दो मॉड्यूलों पर चर्चा की जाएगी एक के बाद एक मैंने उन लोगों पर प्रकाश डाला है जिनकी चर्चा यहाँ एसोसिएशन कमजोर aggregation और मजबूत aggregation से होगी शेष संबंधों पर अगले मॉड्यूल में चर्चा की जाएगी तो बस इसे फिर से लागू करने के लिए 14 मॉड्यूल की बात कर रहे हैं जहां हमने डेज़ी के इस उदाहरण के साथ कक्षाओं के बीच संबंधों के बारे में बात की इस तरह के फूल तो डेज़ी एक तरह का फूल है जिसे हमने देखा है एक साझा संबंध है जो IS A संबंधों की ओर जाता है हमने देखा कि गुलाब एक अलग तरह का फूल है जिसका समान साझा संबंध IS A संबंध है हमने यह भी देखा कि लाल गुलाब और पीले गुलाब दोनों गुलाब के प्रकार हैं इसलिए हम पहचानते हैं कि एक semantic कनेक्शन के रूप में जो फिर से अलग IS A संबंध बनाता है हमने देखा कि पंखुड़ी दोनों प्रकार के फूलों का एक हिस्सा है इसलिए यह एक अलग अर्थ संबंध है जो या HAS A संबंध के हिस्से को जन्म देता है और हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के संबंध भी हो सकते हैं जैसे सहजीवी संबंध कैसे महिला बग और फूल संबंधित हैं क्योंकि संभवतः महिला बग कुछ प्रकार के कीटों से फूलों की रक्षा करती हैं हमने यह भी देखा है कि वर्ग के रूप में डिजाइन विभिन्न चरणों से गुजरता है फिर शुरू में हमारे पास बस एक शुरुआती रिश्ते की पहचान हो सकती है कि क्या हम दो वर्गों को एक ठोस रेखा से जोड़ते हैं और जैसा कि हम परिष्कृत करते हैं तो हम यह पहचानने में सक्षम हो सकते हैं कि उस में वास्तविक संबंध क्या है और उस जुड़ाव को योग्य बना सकता है यह एक और फूल और पंखुड़ी है जो शुरू में सिर्फ एक संघ और परिष्कृत रूप में HAS A है इसलिए हम देखेंगे कि ये अभ्यावेदन वर्ग आरेख में भाग लेते हैं इसलिए जो पहला रिश्ता है जो काफी महत्वपूर्ण है वह है संघ जो कहता है कि दो वर्ग एक निश्चित तरीके से जुड़े हुए हैं एसोसिएशन का एक नाम है और वास्तव में यह दो वर्ग नहीं है यह कई वर्गों के बीच हो सकता है और यदि दो से अधिक कक्षाएं शामिल हैं तो हम कहते हैं कि यह एक n ary है या यदि तीन वर्ग शामिल हैं तो हम कहेंगे कि यह ternary संबंध है संघ यदि दो वर्ग शामिल हैं तो हम कहते हैं कि यह एक binary संघ है इसलिए संघ कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर अधिक बार हम देखेंगे कि binary संघ की विविधता प्रतिनिधित्व परिदृश्य पर हावी है और दिलचस्प बात यह है कि एक वर्ग का खुद से जुड़ाव हो सकता है इसलिए मेरे पास एक वर्ग का व्यक्ति है मेरे पास इस तरह का एक संघ हो सकता है तो यह कहता है कि व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ होगा कि मूल रूप से व्यक्ति के दो अलग अलग उदाहरणों के बीच कुछ संबंध है उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि विवाहित है इस संगति का अर्थ है कि इस ओर से विवाहित है इस पक्ष में हमारे पति हैं और हमारी पत्नी है दोनों व्यक्ति के उदाहरण हैं और वे विवाह के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो यह एक प्रकार का स्व संघ है या reflexive संघों भी संभव हैं और ये अलग अलग हैं यह अलग अलग प्रकार के संघ को निर्दिष्ट करने के लिए UML आरेख का प्रकार है जो हमारे पास है तो यह संघ की जड़ अवधारणा है और फिर यह binary हो सकता है जैसा कि मैंने कहा या यह n ary हो सकता है binary वह है जो अधिक लगातार होती है और binary संघ एकत्रीकरण या रचना हो सकती है हमने इन शर्तों के बारे में पहले के मॉड्यूल में भी बात की है लेकिन निश्चित रूप से जब हम वर्ग आरेख में उनके पार आएंगे तो हम फिर से बताएंगे कि इन अलग अलग binary साधनों का क्या मतलब है तो यह संघ में विशेषज्ञता का एक मूल पदानुक्रम है तो यह एक उदाहरण ले रहा है कि एक संघ कैसे व्यक्त किया जाता है तो एक संघ सबसे सरल रूप है एक binary एक तो एक तरफ एक क्लास प्रोफेसर है दूसरी तरफ एक क्लास बुक है इसलिए यदि मैं बहुत शुरुआत में शुरू करता हूं तो मेरे पास प्रोफेसर हैं मेरे पास किताब है मैं एक लाइन से जोड़ता हूं जो मैं कहता हूं कि एक संघ है लेकिन अगर मैं सिर्फ यह कहूं कि प्रोफेसर और किताब जुड़ी हुई है तो केवल बहुत कम जानकारी का संचार होता है तो यह एक सवाल आता है कि प्रोफेसर और किताब कैसे जुड़े हैं उदाहरण के लिए यह संभव है कि प्रोफेसर किताब से जुड़ा हो क्योंकि प्रोफेसर किताब पढ़ता है यह READS हो सकता है प्रोफेसर किताब के साथ जुड़ा हो सकता है क्योंकि उसके पास एक किताब है वह एक किताब का मालिक है यह READS हो सकता है प्रोफेसर पुस्तक के साथ जुड़े हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर एक पुस्तक के साथ जुड़ा हो सकता है क्योंकि उस पुस्तक के लेखक ने acknowledgement में प्रोफेसर के नाम का उल्लेख किया है तो संघ विभिन्न रूपों के विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं यहां तक कि जब वे दो वर्गों के बीच होते हैं तो हम संघ के लिए एक नाम रखते हैं जो शब्दार्थ यह निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं कि क्या और कैसे के साथ जुड़ा हुआ है तो root संघ का एक नाम है और दोनों पक्षों पर हमारा मतलब है कि यह फिर से वैकल्पिक है हमारा मतलब है कि जब प्रोफेसर प्रोफेसर को किताब के साथ जोड़ते हैं तो हम प्रोफेसर की किस भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोफेसर लेखक हो सकता है प्रोफेसर एक प्रशिक्षक हो सकता है प्रोफेसर एक संरक्षक हो सकता है प्रोफेसर सिर्फ एक संकाय और इतने पर अभिनय कर सकते हैं इसलिए यहां हम कह रहे हैं कि यह संघ प्रोफेसर की लेखक भूमिका का जिक्र कर रही है यह संघ पुस्तकों के पूरे डोमेन में केवल पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख कर रहा है तो यह एक संघ की मूल संरचना है और हम जो कुछ भी इस दो छोरों पर यहां लिखते हैं वह संघ के अंत के संदर्भ में निर्दिष्ट है और हम इस पर अधिक जानकारी रख सकते हैं और संघ के अंत में हम कई गुणा हो सकते हैं जो कहते हैं कि इस वर्ग के कितने उदाहरण इस संघ के कितने उदाहरण हैं तो यह क्या कहता है कि अगर हम गुणाओं को देखें तो इसका क्या मतलब है प्रोफ़ेसर की ओर से यह एक बिंदु डॉट है इसलिए यह कहा जाता है कि एक प्रोफेसर एक पुस्तक के साथ जुड़ा होता है एक प्रोफेसर दो प्रोफेसर तीन प्रोफेसर उनमें से किसी भी संख्या में जिसका अर्थ है कि एक पुस्तक में लेखक के रूप में एक या एक से अधिक प्रोफेसर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पुस्तक लिखी थी यह पक्ष हम कहते हैं कि यह शून्य डॉट डॉट स्टार है कि यह शून्य पुस्तक एक पुस्तक दो पुस्तकें किसी भी संख्या में पुस्तकें हो सकती हैं जो कहती हैं कि एक प्रोफेसर शून्य पुस्तक लिख सकता है यह संभव है कि एक प्रोफेसर ने पुस्तक नहीं लिखी हो तो वह शून्य है हो सकता है उसने एक किताब लिखी हो हो सकता है उसने पाँच किताबें वगैरह लिखी हों तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेसरों P1 P2 P3 की अलग अलग किताबें B1 B2 B3 में अलग अलग तरह के वास्तविक रिश्ते होंगे तो यह इस तरह हो सकता है इसलिए यह कहता है कि B1 पुस्तक B1 P1 और P2 द्वारा लिखी गई है प्रोफेसर P1 ने दो किताबें B1 और B2 लिखी हैं प्रोफेसर P3 ने अकेले B3 लिखा है तो यह इन सभी विभिन्न प्रकारों का हो सकता है जब निश्चित रूप से एक प्रोफेसर P4 हो सकता है जिसने कोई पुस्तक नहीं लिखी है इसलिए संबद्ध नहीं है लेकिन हमारे पास एक पुस्तक B4 नहीं है जो संबद्ध नहीं है क्यों क्योंकि यहां एक बहुलता यह कहती है कि यह एक है इसलिए अगर मेरे पास एक किताब है तो इस तरफ एक प्रोफेसर होना चाहिए जो समझ में आता है क्योंकि आपके पास एक लेखक के बिना एक किताब नहीं हो सकती है कम से कम एक लेखक तो होना ही चाहिए लेकिन आपके पास ऐसे प्रोफेसर हो सकते हैं जिन्होंने किताबें नहीं लिखी हैं तो ये अलग अलग मुख्य अवधारणाएं हैं जो एक एसोसिएशन के पास हैं और हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है एसोसिएशन एंड हमने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है आप जिस तरह संघ के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं और संघ की आेर से किस तरह से जाते हैं इसके बारे में नेवीबिलिटी वैसे जब आप संघ का नाम लिखते हैं तो आप आमतौर पर एक तीर भरा हुआ तीर रखते हैं जिसे उस एसोसिएशन का रीडिंग ऑर्डर कहा जाता है जो प्रोफेसर ने किताबें लिखी हैं इसलिए वह इस एसोसिएशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि किताब में प्रोफेसर ने लिखा है कि यह तीर आपके पास है इस दिशा में इसे पढ़ने के लिए यह फिर से अनिवार्य नहीं है लेकिन यह आमतौर पर सुविधाजनक है यदि रीडिंग ऑर्डर को एसोसिएशन में भी चिह्नित किया गया है इसलिए यह एसोसिएशन के अंत में एक बुनियादी प्रतिनिधित्व है जो हमने पहले ही दो पक्षों की भूमिका के बारे में बात की है प्रोफेसर की भूमिका किताबों की श्रेणी जिसके बारे में हमने बात की है इसलिए यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अब यह भी संभव है कि एसोसिएशन को समाप्त किया जा सकता है या तो अंत वर्ग या एसोसिएशन द्वारा ही स्वामित्व हो सकता है तो यह है कि इस अंत में एक डॉट लगाकर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो अगर हम इस तरह डॉट डालते हैं तो एसोसिएशन का नाम बिल्ड होता है और इसलिए एसोसिएशन एंड query इस एंड का नाम query बिल्डर के स्वामित्व में है तो query बिल्डर स्वाभाविक रूप से मालिक है कि query बिल्ड एसोसिएशन नहीं है इसलिए एसोसिएशन अंत को इस तरीके से निर्दिष्ट किया जा सकता है हमें नौगम्यता का प्रश्न देखते हैं यदि मेरे पास दो कक्षाएं जुड़ी हुई हैं तो क्या मैं एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता हूं जिसका मतलब है कि अगर मेरे पास इस वर्ग की वस्तुएं हैं अगर मेरे पास इस वर्ग की वस्तुएं हैं या संबंध इन वस्तुओं के बीच है अब क्या यह है कि यहां एक वस्तु दी गई है मैं अन्य संबंधित वस्तु पर जा सकता हूं क्या यह वह वस्तु है जिसे यहां दिया गया है मैं संबंधित वस्तु को इस तरफ और इतने पर आगे जा सकता हूं तो नवागम्यता हमें बताती है कि मैं इस दिशा में किस दिशा या किस दिशा में जा सकता हूं तो नौगम्यता को कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है तो ये विभिन्न प्रतीक हैं जिनका उपयोग किया जाता है प्रमुख प्रतीकों को देखें यदि मैं कुछ भी निर्दिष्ट नहीं करता हूं तो यह केवल एक flat कनेक्शन है तो हम कह रहे हैं कि हम नौवहन को निर्दिष्ट नहीं करना चाहते हैं इसलिए इसे unspecified नौवहन कहा जाता है मैं अभी तक मॉडल नहीं कर पाया हूं कि इसे कैसे नेविगेट किया जा सकता है या मेरे पास एक निर्देशित तीर हो सकता है इसलिए यह कहता है कि B2 A2 से नेविगेट करने योग्य है इसलिए मैं उन्हें A2 नेविगेट कर सकता हूं ताकि कुछ A2 ऑब्जेक्ट दिए जा सकें जो मैं संबंधित B2 ऑब्जेक्ट्स पा सकता हूं यह मूल विचार है मैं एक नेविगेशन को पार कर सकता था अगर मैं एक छोर से बाहर निकलता हूं तो यह कहता है कि A3 B3 से नेविगेट करने योग्य नहीं है ध्यान रहे यह कुछ भी नहीं खींचने से अलग है अगर हम कुछ भी नहीं खींचते हैं तो यह unspecified है कि मैं नेविगेट करने में सक्षम हो सकता हूं मैं नेविगेट करने में सक्षम नहीं हो सकता लेकिन जब आप इसे पार करते हैं तो यह कहता है कि यह नौगम्य नहीं है B3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं मैं इस एसोसिएशन से संबंधित A3 ऑब्जेक्ट्स से संबंधित A3 ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से नहीं आ सकता इस प्रकार यदि आप इस तरफ देखें तो यह नौगम्य नहीं है और यह पक्ष अनिर्दिष्ट है इसी तरह और भी उदाहरण यहाँ दिए गए हैं यह नौगम्य नहीं है इसे नेविगेट किया जा सकता है यहाँ यह एक bidirectional नेविगेशन है जिसे आप किसी भी तरफ वस्तुएं रख सकते हैं और दूसरे पर नेविगेट कर सकते हैं यह किसी भी नेविगेशन की अनुमति नहीं देता है इसलिए यदि आपके पास यहां कोई वस्तु है तो आप इस विशेष संघ के नेविगेशन के माध्यम से संबंधित वस्तु नहीं पा सकते हैं और B6 पक्ष से A6 पक्ष पर वापस आने के लिए भी यही सच है तो ये अलग अलग नौगम्यता हैं जो वर्ग आरेख की अनुमति देता है इसके आगे वह समता है जिसे समझना सरल है अधिकांश एसोसिएशन binary हैं और हमने पहले ही देखा है कि ये एक पंक्ति से कैसे संबंधित हैं और इसके साथ ही मेरे पास उन सभी नौगम्यता पढ़ने के निर्देश नाम और इस सब हो सकते हैं इस प्रकार यह उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं यह एसोसिएशन का नाम है यह रीडिंग दिशा है और यह बस इसे binary एसोसिएशन बना रहा है यदि मेरे पास N ary एसोसिएशन है तो हम इस तरह के diamond का उपयोग एक खुले diamond एक बड़े खुले diamond और विभिन्न वर्गों को अलग अलग तरफ से जोड़ते हैं और हम इस diamond को एक नाम देते हैं जो एसोसिएशन का नाम है अब निश्चित रूप से कृपया यह न सोचें कि चूंकि diamond में चार कोने होते हैं इसलिए आप इसका उपयोग केवल एक संघ में चार वर्गों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं एसोसिएशन में कोई भी मनमानी हो सकती है इसलिए यह संभव है कि मैं N ary एसोसिएशन के माध्यम से पांच छह आठ दस विभिन्न वर्गों को जोड़ सकता हूं लेकिन निश्चित रूप से यह सच है कि जैसा कि binary सबसे आम ternary है यह काफी बार देखा जाता है लेकिन उच्चतर समरूपता के संबंध में मॉडल को बनाए रखने के लिए और अधिक कठिन समझना मुश्किल है और इसलिए आमतौर पर उन्हें बहुत बार नहीं देखा जाएगा उदाहरण के लिए कहने का एक अच्छा उदाहरण यह है कि ternary तरह की एसोसिएशन आप एक समय सारिणी निर्धारण कक्षाओं पर काम कर रहे हैं तो आपको यह जानना होगा कि कमरा क्या है आपको यह जानना होगा कि विषय क्या है आपको यह जानना होगा कि शिक्षक कौन है इसलिए इन तीन वर्गों के बीच में कमरा है इसलिए मेरे पास कमरा है मेरे पास विषय है और मेरे पास शिक्षक हैं इसलिए मेरे पास एक ternary संबंध हो सकता है जिसे अनुसूची कहा जाता है कि किसी विशेष शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले कमरे में एक विशेष विषय कब निर्धारित किया जाता है तो यह एक ternary संबंध है यह संबंधित होने वाली तीनों की जानकारी का प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि प्रत्येक मंगलवार के दूसरे घंटे में एक विषय का आयोजन किया जाता है और कुछ शिक्षकों द्वारा लिया जाता है अब अगर हम इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को मॉडल करने की कोशिश करते हैं तो इसके साथ साथ हम भी प्रयास करेंगे तब मैं संबंध में उपस्थिति दर्ज कर सकता था और यह चार के साथ एक संबंध बन जाएगा लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि आप समझ सकते हैं यह विश्लेषण और अनुसरण करने के लिए अधिक से अधिक जटिल बनाता है इसलिए आम तौर पर हम बाइनरी रिलेशन के संदर्भ में हर चीज को विघटित करने की कोशिश करेंगे और कई बार ternary रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो यह विभिन्न वर्ग आरेख के कुछ उदाहरणों को दिखाने के लिए है तो यह एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन की तरह है बेशक इन उदाहरणों में बहुत सारे विवरण हैं इसलिए मैं सिर्फ कुछ नमूना पहलुओं के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें आपको समय लेना चाहिए और इन उदाहरणों को समझने के लिए और अधिक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि उनका क्या मतलब है और पाएंगे कि आप जल्द ही समझना शुरू कर देंगे कि कैसे इस आरेख को पढ़ें और उनसे जानकारी प्राप्त करें उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यह एक निश्चित प्रक्रिया है जो निश्चित बीमारी के लिए संभव है और हम कहते हैं कि इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करने के लिए एक संगति है उस प्रक्रिया के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए यदि ECG किया जाना है तो ECG के प्रत्येक सीसे को कुछ तरल के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि मॉड्युलिटी तो आप कह रहे हैं कि इस वर्ग और इस वर्ग के बीच एक संबंध एसोसिएशन binary एसोसिएशन है जिसके परिणामस्वरूप है इसलिए अनुरोधित प्रक्रिया परिणाम प्रक्रिया चरण में निष्पादित की जा रही है और बहुलता शून्य डॉट डॉट स्टार शून्य डॉट डॉट स्टार है जिसका अर्थ है कि अनुरोध की गई प्रक्रिया किसी भी परिणाम में नहीं हो सकती है यह प्रक्रिया निष्पादित चरण में से किसी में भी नहीं हो सकती है अनुरोध की गई प्रक्रिया लेकिन इसके साथ ही संघों की कोई भी मनमानी हो सकती है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के binary एसोसिएशन यहां शामिल हैं इसलिए मैं सिर्फ निवेदन करूंगा और इसमें नौवहन क्षमता निर्दिष्ट नहीं है आप तीर के अंत में कोई दिशा नहीं देखते हैं इसलिए यह मूल रूप से कहता है कि नौगम्यता अनिर्दिष्ट है इसलिए उदाहरण के लिए सुविधा और यात्रा का आपस में एक जुड़ाव होता है इसलिए एक सुविधा कई से देखी जा सकती है लेकिन एक यात्रा हमेशा एक अनूठी सुविधा होगी आप एक समय में दो सुविधाओं में नहीं हो सकते तो यह साइड एक है जबकि यह साइड जीरो डॉट स्टार है तो कृपया कुछ समय व्यतीत करें और मैंने url पॉइंटर भी दिया है जहाँ से मैंने यह आरेख लिया है यदि आप इस विशेष url पर जाते हैं जो उस पोर्टल में UML 25 आरेख अवलोकन चर्चा है आपको यह भी विस्तृत विवरण या अधिक विवरण मिलेगा कि यह समस्या क्या है और इस वर्ग आरेख को कैसे पढ़ा जाना चाहिए LMS प्रणाली में ये अलग अलग संघ हैं जो विशेष रूप से रिपोर्टिंग संबंधों आदि से छुट्टी का अनुरोध करने से संबंधित हैं तो ये अलग अलग binary एसोसिएशन हैं अगला एकत्रीकरण है जो हम जानते हैं कि HAS A संबंध है और हमने पहले देखा है कि HAS A और HAS के बीच एक अंतर है जो एक सदस्यीय संबंध है इसलिए फूल में HAS A पंखुड़ी है क्योंकि पंखुड़ी फूल का एक हिस्सा और पार्सल है लेकिन पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय है क्योंकि पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उपयोगकर्ता पुस्तकालय का घटक हिस्सा नहीं हैं इसलिए इस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है तो इस के आधार पर HAS A और HAS दो प्रकार के संघ हैं जो निर्दिष्ट हैं aggregation संघ के रूप में जाने जाते हैं पहला प्रकार एक कमजोर aggregation है एक कमजोर aggregation एक खुले diamond द्वारा दर्शाया गया है और इसमें दो वर्ग हैं यह एक binary aggregation है और यह एक HAS या सदस्यता प्रकार का aggregation है इसलिए यह कहता है कि त्रिभुज के किनारे या रेखा खंड हैं अब यह संभव है कि आपके पास एक आरेख है जैसे कि आपके पास एक आरेख है जहां आपके पास ऐसा खंड है जो कई त्रिभुज के साथ जुड़ा हो सकता है इसलिए और जब आप सेगमेंट की तरफ से देखते हैं तो आपने इस एकत्रीकरण को स्टार पर रखा है जो कहता है कि सेगमेंट एक सेगमेंट हो सकता है जो कि त्रिकोण का हिस्सा भी नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि एक खंड को किसी भी संख्या में त्रिकोण के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन एक त्रिभुज तीन खंडों से जुड़ा होगा और फिर आप इसे एक नाम देते हैं और आप कहते हैं कि इस खंड को पक्ष कहा जाता है लेकिन अंत में आप उस नाम को डालते हैं इसलिए जब भी आपके पास पुस्तकालय और उपयोगकर्ता के बीच की स्थिति है और आप कहते हैं कि यह एक कमजोर aggregation है और इसके साथ ही हम आगे की जानकारी की घोषणा कर सकते हैं तो अब हम कह रहे हैं कि कमजोर aggregation का वही संबंध है जो यह कहता है कि तीन और हैं अब हम कह रहे हैं कि यह अद्वितीय है क्योंकि निश्चित रूप से अगर मेरा एक खंड यहाँ एक खंड यहाँ है और एक खंड यहाँ एक त्रिभुज नहीं है तो तीनों खण्ड एक त्रिभुज नहीं देते हैं उन्हें विशिष्ट गैर अतिव्यापी सेगमेंट होना होगा इसलिए यहाँ जो कहा जा रहा है हमने यह भी बताया है कि त्रिकोण से आप सेगमेंट में जा सकते हैं त्रिकोण से आप उस पर निर्णय ले सकते हैं जो काफी समझ में आता है दूसरी तरह की एकत्रीकरण वह रचना है जिसमें एक दूसरे का हिस्सा है इसलिए अगर मैं फिर से फूल और पंखुड़ी के पास जाता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा और यह भरे हुए diamond द्वारा नामित है इसलिए यदि diamond भर जाता है तो हम कहते हैं कि यह एक मजबूत aggregation है इसलिए आप फ़ोल्डर और फ़ाइल के बीच कह रहे हैं कि एक मजबूत aggregation है क्योंकि फ़ोल्डर में फाइलें होती हैं इसलिए यदि आप हटाते हैं तो फ़ोल्डर फाइलें भी हट जाएंगी इसलिए वे फ़ाइल का एक हिस्सा हैं इसलिए अगर तुम एक फूल को नष्ट करोगे तो पंखुड़ियां भी नष्ट हो जाएंगी इसलिए जब भी आपके पास ऐसा होता है तो यह वास्तव में एक binary संघ के संदर्भ में HAS A या रिश्ते का हिस्सा है निश्चित रूप से आप इस छोर पर कुछ नाम रख सकते हैं तो बहुलता स्पष्ट है क्योंकि एक फ़ोल्डर में फ़ाइलों की मनमानी संख्या हो सकती है लेकिन एक फ़ाइल केवल एक फ़ोल्डर में याद दिला सकती है इसलिए अब अगर हम वापस जाते हैं और लाइब्रेरी डोमेन मॉडल पर फिर से नज़र डालते हैं जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में भी देखा था तो हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि आपके पास उपयोगकर्ताओं के खाते हैं और हमारे पास लाइब्रेरी है और बीच में एक कमजोर संबंध है उन्हें यह उनके बीच एक कमजोर संबंध है और यह कहता है कि यह खाता विशिष्ट पुस्तकालय का होगा लेकिन एक पुस्तकालय में कई ऐसे खाते हो सकते हैं जहां उपयोगकर्ता आ रहे हैं इसी तरह यह कहता है कि विभिन्न पुस्तकों और पुस्तकालय को सूचीबद्ध करने वाली कैटलॉग एक मजबूत aggregation में जुड़ी हुई है और कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है जिसका अर्थ है कि यह एक है कि एक लाइब्रेरी में एक अद्वितीय कैटलॉग है और एक कैटलॉग एक लाइब्रेरी का है दिलचस्प बात यह है कि उदाहरण के लिए डिजाइनर ने लाइब्रेरी और बुक आइटम के बीच के संबंध को एक मजबूत एकत्रीकरण के रूप में मॉडल बनाने का फैसला किया है क्योंकि स्कॉट्स यह है कि एक पुस्तकालय सिर्फ संग्रह में है लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी पुस्तक को निकालते हैं या आप 10 पुस्तकों को जोड़ते हैं तो पुस्तकालय की स्थिति बदल जाती है लेकिन मूल रूप से एक पुस्तकालय पुस्तकालय बना रहता है लेकिन यदि आप किसी सूची को हटाते हैं तो पुस्तकालय होगा वहां नहीं होगा तो यह एक कमजोर एकत्रीकरण के संदर्भ में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे यहां कई गुना हैं जो आपको बताते हैं कि एक पुस्तकालय में किसी विशेष पुस्तक की अधिक संख्या में प्रतियां हो सकती हैं यहाँ कोई गुणन नहीं दिया गया है यह कहता है कि यह निश्चित रूप से एक पुस्तक की एक विशिष्ट प्रति केवल एक पुस्तकालय में मौजूद हो सकती है इसी तरह आपके पास यहां अन्य संघ हैं जो रिकॉर्ड कैटलॉग और पुस्तकें हैं एक कैटलॉग किसी भी संख्या में पुस्तकों को रिकॉर्ड करता है आप अन्य अन्य एकत्रीकरण संबंधों को अन्य स्थानों पर भी देख सकते हैं और आरेख को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं साइट में अधिक विनिर्देश दिए गए हैं और आप उन लोगों की जांच कर सकते हैं और यह फिर से है हमने इस आरेख को भी देखा था यह केवल एक ही आरेख है लेकिन यह केवल यह है कि यह अब सटीक है इसलिए यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इस का संदर्भ ले सकते हैं यह मजबूत aggregation की एक रचना है यह एक aggregation या एक कमजोर aggregation और इतने पर है इसलिए संक्षेप में हम एक वर्ग आरेख में कक्षाओं के बीच कई अलग अलग संबंध हैं और इन संघों को बहुत ही सरल लिंक शर्तों में दर्शाया जा सकता है या वे योग्य हो सकते हैं वे निर्दिष्ट कर सकते हैं कि बहुलता में नाम है पढ़ने की दिशा नौगम्यता और इतने पर और किसी भी मध्यस्थ संख्या N ary एसोसिएशन के दो होने से भिन्नता हो सकती है और विशेष रूप से हमने aggregation के संबंध में एक पाश लिया है जहां दो प्रकार के कमजोर aggregation और मजबूत aggregation हैं कमजोर aggregation HAS संबंध का प्रतिनिधित्व करता है और मजबूत aggregation HAS A या संबंध का हिस्सा है इसके साथ हम इस मॉड्यूल का समापन करेंगे और अगला मॉड्यूल हम उन शेष प्रकार के रिश्तों पर चर्चा करना जारी रखेंगे जो कक्षाएं हो सकती हैं